सभी को सुप्रभात आज के व्याख्यान में हम फूरिये ट्रांसफॉर्म को कंटिन्यू करेंगे और उसके प्रगुणों के बारे में बात करेंगे उसके बाद हम कुछ महत्वपूर्ण थ्योरम्स और महत्वपूर्ण संबंधों के बारे में बात करेंगे जो हमें कॉम्प्लिकेटेड फंक्शंस का फूरिये ट्रांसफॉर्म ज्ञात करने में सहायता करेंगे तो आज मैं फूरिये ट्रांसफॉर्म के प्रगुणों से शुरू करूंगा तो मुझे मेरे फंक्शन f के फूरिये ट्रांसफॉर्म को F से निरूपित करने दीजिए यहां k मेरा ट्रांसफॉर्म्ड वेरिएबल है और f मेरा ट्रांसफॉर्म्ड फंक्शन जिसके लिए मैं फूरिये ट्रांसफॉर्म ज्ञात कर रहा हूं अब मैं कुछ महत्वपूर्ण प्रगुणों को सिद्ध करूंगा जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है 1शिफ्टिंग प्रॉपर्टी ध्यान दीजिए यदि मैं अपने फंक्शन के आर्गुमेंट को a से शिफ्ट करता हूं तू मेरा अनुरूपी ट्रांसफार्म से गुणा हो जाता है F f x − a e−ikaF f a ∈ R 2 स्केलिंग प्रॉपर्टी यह कहती है यदि x को ax से प्रतिस्थापित किया जाता है तो अनुरूपी ट्रांसफार्म हो जाता है 3कन्ज्यूगेट प्रॉपर्टी दूसरी प्रॉपर्टी यह है कि यदि मुझे f के कन्ज्यूगेट का फूरिये ट्रांसफॉर्म ज्ञात करना हो तो वह है 4 ट्रांसलेशन प्रॉपर्टी ध्यान दीजिए ट्रांसलेशन प्रॉपर्टी ट्रांसफॉर्म्ड प्लेन में शिफ्टिंग की है जबकि शिफ्टिंग प्रॉपर्टी में हमने एक्चुअल या फिजिकल डोमेन में शिफ्ट किया और ध्यान दीजिए कि कैसे ये फैक्टर्स अनुरूपी साइन से गुणा होते हैं 5 ड्युअलिटी प्रॉपर्टी हमारे पास दूसरी प्रॉपर्टी है जिसे हम ड्युअलिटी प्रॉपर्टी कहते हैं यह हमें F के फूरिये ट्रांसफॉर्म के बारे में बताती हैं यहां F ट्रांसफॉर्म्ड फंक्शन है जिसमें हमने x हो k से प्रतिस्थापित किया है अतः फूरिये ट्रांसफॉर्म का फूरिये ट्रांसफॉर्म वास्तव में वही फंक्शन है जिसे हम k पर ज्ञात करते हैं इसे मैं ड्युअलिटी प्रॉपर्टी कहता हूं 6 कंपोजिशन प्रॉपर्टी जहां अब लगभग सभी संबंधों की उत्पत्ति फूरिये ट्रांसफॉर्म की परिभाषा का प्रयोग करके अच्छी तरह से की जा सकती है मैं यह मानता हूं कि आपको कन्फ्यूजन केवल ड्युअलिटी प्रॉपर्टी और कंपोजिशन प्रॉपर्टी में होगा इन संबंधों की उत्पत्ति करने में आपको परेशानी आ सकती है और इन्हीं की उत्पत्ति में करूंगा बाकी सभी संबंधों की उत्पत्ति मैं आप छात्रों के लिए अभ्यास के रूप में छोड़ता हूं तो चलिए हम ड्युअलिटी प्रॉपर्टी को देखते हैं तो फूरिये ट्रांसफॉर्म की परिभाषा से F का इन्वर्स f निम्न प्रकार से परिभाषित है अब ध्यान से देखिए यह और कुछ नहीं लेकिन F का इन्वर्स ट्रांसफार्म है अब मैं सभी जगहों पर x को k से और k को x से प्रतिस्थापित करता हूं और फिर मैं k को k से प्रतिस्थापित करता हूं तो ऐसा करने से क्या होता है ऐसा करने से मुझे यहां x की जगह k प्राप्त होता है तब आप देख सकते हैं यह परिभाषा और कुछ नहीं लेकिन F के फूरिये ट्रांसफॉर्म की है यदि हम इन चेंज ऑफ वेरिएबल का प्रयोग करते हैं तो यह उत्पत्ति बहुत सरल है अब हम दूसरी कंपोजिशन प्रॉपर्टी को देखते हैं जिसका बाएं हाथ का संबंध निम्न प्रकार से दिया जाता है लेकिन वेरिएबल फूरिये वेरिएबल या स्पेक्ट्रेल वेरिएबल है आप इस वेरिएबल को अलग से ले और मुझे F के फूरिये ट्रांसफॉर्म की परिभाषा का परिचय देने दीजिए तो मुझे मिलता है और यह आपका दाएं हाथ का पक्ष है यह हमारी छठवीं स्थिति की उपपत्ति को पूर्ण करता है छठवां परिणाम इसी तरह से दूसरे परिणामों तो भी सिद्ध किया जा सकता है अब मुझे कुछ और परिणामों को थ्योरम्स के नाम से समझाने दीजिए जिनका प्रयोग हम आगे करेंगे मैं बहुत से थ्योरम्स की उपपत्ति नहीं करूंगा लेकिन मैं उन थ्योरम्स की उपपत्ति करूंगा जिनका प्रयोग हम आगे करेंगे तो मैं थ्योरम 1 से शुरू करूंगा थ्योरम 1 यह कहता है कि यदि f पीसवाइस कॉन्टिनुस्ली डिफरेंशिएबल फंक्शनकॉन्टिनुस्ली डिफरेंशिएबल और ऐप्सोल्युटली इंटीग्रेबल फंक्शन है तो मेरे पास निम्न है 1ट्रांसफॉर्म्ड वेरिएबल k −∞ k ∞ के सभी मानो के लिए F बॉउंडेड है बिना इसके उत्पति दिखाएं अब यह बिल्कुल सरल है क्योंकि मुझे पता है की फूरिये ट्रांसफॉर्म सिर्फ ऐप्सोल्युटली इंटीग्रेबल फंक्शन के लिए परिभाषित है अतः ऐप्सोल्युटली इंटीग्रेबल फंक्शन की कंडीशन से यह परिणाम ठीक है यह सरलता से सिद्ध किया जा सकता है दूसरा परिणाम यह है कि यदि F फूरिये ट्रांसफॉर्म है तो F k के सभी मानो के लिए कंटिन्यूअस है अतः विशेष रुप से यह कैसे दिखा सकते हैं यह मैं आपको कुछ पंक्तियों में समझाऊंगा अतः वास्तव में यह इनइक्वालिटी ऐप्सोल्युटली इंटीग्रेबल कंडीशन की वजह से फायनाईट है विशेष रुप से यह f F कॉनटीन्यूअस है की उपपत्ति पूर्ण करता है यहां एक और समस्या यह थी कि जैसे ही h 0 की ओर जाता है भी 0 की ओर जाता है यह भी F की कंटिन्यूटी दिखाने के लिए जरूरी है अतः यह मैंने आपको पार्ट 2 की उत्पत्ति बहुत ही सरल चरणों में दिखाई है यह में एक और लेम्मा या परिणाम का परिचय दूंगा अब मैं दूसरे थ्योरम के बारे में बात करूंगा तो थ्योरम एक बहुत ही प्रचलित लेम्मा जिसे रीमान लेबेसग्यु लेम्मा या रीमान लेबेसग्यु थ्योरम कहते हैं तो मुझे इसे एक थ्योरम कहने दीजिए क्योंकि यह हमारे फूरिये ट्रांसफॉर्म पर लागू होता है यह हमें यह बताता है कि यदि मेरे पास किसी फंक्शन का फूरिये ट्रांसफॉर्म निम्न प्रकार से परिभाषित है थ्योरम 2 इसकी उत्पत्ति दिखाने के लिए मुझे यह दिखाना है की का मान 1 है तो हम देखते हैं की यह संबंध सत्य है ध्यान दीजिए यदि मैं वेरिएबल को बदलता हूं मैं x की जगह x 𝛑k लिखता हूं तो अब आप देखिए इस फंक्शन का फूरिये ट्रांसफॉर्म और दोनों के बराबर है इसका तात्पर्य यह हुआ कि मैं मेरा फूरिये ट्रांसफॉर्म इन दोनों के आधे मान के बराबर लिख सकता हूं तो मैंने यह किया है कि मैंने इन दोनों संबंधों को जोड़ दिया है और उसका आधा ले लिया है

तो ध्यान दीजिए यदि हम अब्सोल्युट वैल्यू लेते हैं तो निस्संदेह अब्सोल्युट वैल्यू ऊपर से बॉउंडेड है और आप देख सकते हैं कि जैसे ही k ∞ की ओर जाता है यह 0 की ओर जाता है क्योंकि f पीसवाइस कॉन्टिनुस्ली डिफरेंशिएबल है इसीलिए इंटीग्रल के अंदर की लिमिट 0 की ओर जाती है जैसे ही वेव नंबर ∞ की ओर जाता है यह सिद्ध करता है कि हमारा परिणाम बिल्कुल सही है यह परिणाम आगे चलकर बहुत उपयोगी होंगे जब हम कुछ समस्याएं हल करेंगे थ्योरम 3 यहां पर दूसरा परिणाम है जिसे मैंने थ्योरम से निरूपित किया है यह फूरिये ट्रांसफॉर्म के डेरिवेटिव के बारे में बात करता है तो यदि मेरे पास फंक्शन f है जो एक कंटीन्यूअस फंक्शन है वास्तव में कंटीन्यूअसली डिफरेंशिएबल है और f 0 की ओर जाता है जब x ∞से ∞ की ओर जाता है तो तो जल्दी से मुझे परिणाम सिद्ध करने दीजिए

उत्पत्ति मैं यदि अपने पहले भाग को दूसरा फंक्शन मानता हूं और दूसरे भाग को पहला फंक्शन मानता हूं और फिर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करता हूं तो मुझे निम्न परिणाम मिलता है और मैं देखता हूं की यह कुछ भी नहीं है लेकिन फंक्शन f का फूरिये ट्रांसफॉर्म हैअतः परिणाम है यह एक बहुत ही उपयोगी परिणाम है अब मेरे पास दूसरी परिभाषा है जिसका परिचय देना चाहता हूं संक्षेप में मैं परिभाषा को इस तरीके से कहता हूं परिभाषा कोनवॉल्यूशन की है विशेष रुप से यदि मेरे पास दो इंटीग्रेबल फंक्शंस का कोनवॉल्यूशन है जो कि निम्न तरीके से परिभाषित है आप देख सकते हैं कुछ जगह पर का फैक्टर होता है और कुछ जगह पर नहीं इसीलिए छात्रों को कंफ्यूज नहीं होना चाहिए यदि आप इस फैक्टर को नहीं देखते हैं लेकिन कोनवॉल्यूशन परिभाषित है इस इनफायनाइट इंटीग्रल से जोकि डमी वेरिएबल 𝛏 पर है

a धन्यवाद